ट्रांसमीटर से जब यह बोला जाता है तो रिसीवर को पता होगा कि यह सम पैरिटी है यह चेक करेगा यदि यह सम पैरिटी नहीं है ठीक है तब जानेगा कि यह विशेष समूह इसमें एक त्रुटि है ठीक है सम पैरिटी के बजाय यदि ट्रांसमीटर और रिसीवर यह विषम पैरिटी पर निर्णय लेते हैं तब कैसे उत्पन्न करना है कैसे यह सुनिश्चित करना है कि 9 बिट्स के इस विशेष समूह में विषम पैरिटी होगी हम क्या करेंगे हम केवल पहले यह Ex OR गेट उसके बाद एक इनवर्टर रखेंगे ठीक है तो यह क्या करता है यदि यहां सम संख्या में 1s उपस्थित हैं तो यह आउटपुट 0 होगा और यह इनवर्टेड है इसलिए यह आउटपुट 1 होगा तो सम 1 और दूसरा 1 है ठीक अंततः यहां विषम संख्या में 1s हैं और यदि इसके बजाय विषम संख्या में 1s उपस्थित हैं तो ये आउटपुट 1 होगा और NOT इनवर्टेड के बाद यह 0 होगा विषम 1 और 0 अतः कुल यह विषम है इसलिए इस समूह में 9 बिट्स के समूह में विषम पैरिटी होगी तो पैरिटी जनरेशन के लिए यह आप करेंगे ठीक है अब पैरिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे